इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स में आपका स्वागत है और यह लेक्चर 27 है हम इंटीग्रल कैलकुलस पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे और आज का टॉपिक है इंटीग्रल साइन में डिफरेंटशिएशन हम विशेष रूप से लेबनीज़ रूल के बारे में बात करेंगे यह वह रूल है जिससे इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंटशिएशन किया जाता है हम लेबनीज़ रूल का डेरिवेशन करेंगे तथा कुछ उदाहरण भी करेंगे इस रूल को परिभाषित करने से पहले हम यह रूल डिसकस करेंगे हमें मीन वैल्यू थ्योरम को याद करने की जरूरत है जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जो कहता है कि यह रेशियो fb fab afξ जहां पर ξ∈ab यहां यह भी माना जाता है की f ab पर कंटीन्यूअस है तथा ab पर डिफ्रेंशिएबल है मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास है और यहां लाग्रंजे मीन वैल्यू थ्योरम से 1b aabfxdxf क्योंकि यह इंटीग्रल सॉल्व करने से fआएगा और उसके बाद लिमिट a से b तक लगाई जाएगी तब यह fb fa बन जाएगा अतः यह fb fa एक्जेक्टली वही टर्म है जो किf से डिवाइड होती है अब हम एक और असम्प्शन लेंगे हम मानेंगे fxg और यह इंटीग्रल कैलकुलस का एक और मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा यहां पर fxg लेने पर हमें यह रूल मिलता है abgxdxb agξ है जिसका मतलब यहां बताया जा रहा है यदि आप abgxdx को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यह लिमिट का अंतर b a होगा और फिर gξआएगा इंटीग्रैंड g को a से b तक इंटीग्रेट करना है हम नहीं जानते यह पॉइंट एक्जेक्टली कहां है लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम यह कहता है कि यह इंटीग्रल इंटरवल के किसी बिंदु पर g के बराबर होगा और यह लिमिट के डिफरेंस b a से गुणा किया जाएगा इन दोनों मीन वैल्यू थ्योरम के साथ हम लेबनीज़ रूल के लिए आगे बढ़ेंगे यह रूल कहता है कि यदि हमारे पास इंटीग्रल u1 है और यह लिमिट हैं तब यह के किसी फंक्शन से u2αऔर इंटीग्रैंड दो वेरिएबलस का फंक्शन होगा अतः u1u2fxαdx हम यह मानेंगे कि यह का फंक्शन है क्योंकि हम x पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यह इंटीग्रल क्या होगा इस इंटीग्रल का मान पर निर्भर करता है अतः हम यह मानते हैं कि यह का फंक्शन है और रूल यह कहता है कि यदि u1 और u2α लिमिट में उपस्थित फंक्शन है जो कि के फंक्शन हैं तथा इनके के रिस्पेक्ट में पहले ऑर्डर के कंटीन्यूअस डेरिवेटिव अस्तित्व में हैं यदि यह केस है तो हम इस को के रिस्पेक्ट में डिफरेंटशिएट कर सकते हैं दूसरे शब्दों में हम इस इंटीग्रल का डिफरेंटशिएशन कर सकते हैं और नियम यह कहता है की यह dd इंटीग्रल के अंदर जाएगा तब हमें fxα का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल मिलेगा अतः fxα का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्योंकि यहां पर दो वेरिएबलस हैं इसका के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव u1u2fxαdx है इसमें तब कुछ और भी टर्म्स होगी यह रूल कहता है कि हम अंदर डेरिवेटिव ले सकते हैं हमें f का के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा इसके बाद ऊपर की लिमिट का डेरिवेटिव प्लस किया जाएगा और यह fu2ααdu2d बन जाएगा और फिर माइनस किया जाएगा नीचे की लिमिट के डेरिवेटिव को जो कि fu1ααdu1dα है और फिर इंटीग्रैंड को u1 पर ज्ञात किया जाएगा यह नियम याद रखने में आसान है जब हम इंटीग्रल u1u2fxαdx का dd लेना चाहते हैं तो यह इस डेरिवेटिव के बराबर होगा और यह डेरिवेटिव इस इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रैंड पर जाएगा और यह f का के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा अतः वह एक टर्म होगी दूसरी टर्म ऊपर की लिमिट का डेरिवेटिव है और इंटीग्रैंड का मान फिर से ऊपर की लिमिट पर ज्ञात किया जाएगा तब यह x u2 माइनस से रिप्लेस किया जाएगा फिर से वही सिनारिओ यहां काम में आएगा अतः u1 का के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जाएगा और फिर से इंटीग्रैंड का मान u1 पर ज्ञात किया जाएगा यह लेबनीज़ रूल है हमने जो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में सीखा है उसी से हम इसके प्रूफ को करेंगे जो बहुत सरल है ddu1u2fxαdxfu2ααdu2dα fu1ααdu1dα यह लेबनीज़ रूल है अब हम इस इंटीग्रल u1u2fxαdx को देखेंगे जो कि का फंक्शन है और फिर ΔΦ पर विचार करेंगे जो कि में इंक्रीमेंट है इसी प्रकार में इंक्रीमेंट है तब हमारे पास α है इसके साथ हमारे पास α भी है यहां पर को α से रिप्लेस किया जाएगा तब हमारे पास u1αu2αfxαdx होगा जब भी हमारे पास होगा हम उसे α से रिप्लेस करेंगे तब हमारे पास फिर से वही इंटीग्रल होगा u1u2fxαdx α u1αu2αfxαdx u1u2fxαdx अब यहां पर हम थोड़ा और मैनिपुलेशन करेंगे तो u1α और हम किसी नंबर की तरफ जा रहे हैं जो कि u1 जैसा दिखाई दे रहा है हम u1तक इंटीग्रल को विभाजित कर सकते हैं और u1α से u1 प्लस u1 से किसी दूसरे नंबर u2 तक और फिर u2 से लिमिट के आखिर तक u1αu1fxαdxu1u2fxαΔαdxu2u2αΔαfxαΔαdx u1u2fxαdx अतः हमने इंटीग्रल को तीन भागों के योग के रूप में लिखा है u1αसे u1 फिर u1 से u2 और फिर u2 से लिमिट के आखिर u2αΔα तक यह लिमिट की प्रॉपर्टी है हम कई इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले सकते हैं और इंटीग्रल को कई भागों में तोड़कर लिख सकते हैं अब माइनस में यह टर्म आएगी अब हम एक जैसी टर्म्स को कंबाइन करेंगे हमारे पास सेम लिमिट u1 से u2 है और यहां भी u1 से u2 हैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे और फिर हमारे पास इंटीग्रैंड fxα माइनस fxα होगा अतः ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी और हमारे पास ये दो टर्म्स भी होंगी इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने पर हमें मिलेगाu1u2fxα fxαdxu2u2αΔαfxαΔαdx u1u1αΔαfxαΔαdx अब हमारे पास तीन इंटीग्रल हैं और अब हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे हमारे पास यहां पर यह डिफरेंस है u1u2fxα fxαdx डिफरेंस दूसरे अरगुमेंट α के साथ है यहां पर हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे u1u2fxα fxαdxu1u2fx1dx 1ααΔα इन दोनों इंटीग्रल्स में हम इंटीग्रल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम को लगाएंगे जो कि पिछली स्लाइड में दिखाई गई है u2u2αfxαdxf2αΔαu2αΔα u2 ξ2u2u2αΔα u1u1αΔαfxαΔαdxf3αΔαu1αΔα u1 3u1u1αΔα पहले इंटीग्रल के लिए मीन वैल्यू थ्योरम लगाने पर हमें यह डिफरेंस मिलेगा हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं जो यह कहता है कि यदि यहां हम से डिवाइड करें और से मल्टीप्लाई करें तो हम यह कर सकते हैं अतः हमने से डिवाइड किया है और फिर से मल्टीप्लाई किया है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने से यह के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट में है अतः डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में होगा और यहां f तथा एक बिंदु है जिसे हम 1 कह सकते हैं अतः 1 एक्जेक्टली इंटरवेल αα में है यह 1→ 0 जाएगा और → 0 जाएगा u1u2fxα fxαdxu1u2fx1dx 1ααΔα इसी के साथ हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है जो कि u2u2αfxαdx है इसे भी हम इंटीग्रल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम से हल करेंगे जो यह कहता है क्योंकि इंटीग्रल x पर है इसलिए इस रेफरेंस में यह एक कांस्टेंट की तरह है अतः इंटीग्रल x पर है अतः इस इंटीग्रल की रेंज में या इंटीग्रल की लिमिट में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इंटीग्रल का मान f के बराबर होगा अतः किसी बिंदु पर यह x ξ2से रिप्लेस किया जाएगा और α ऐसा ही रहेगा और तब लिमिट्स का डिफरेंस u2α u2α जहां ξ2u2u2α इसी लिमिट में होगा इंटीग्रल कैलकुलस का मीन वैल्यू थ्योरम यही है u2u2αfxαdxf2αΔαu2αΔα u2 ξ2u2u2αΔα और अब दूसरे इंटीग्रल में भी वही थ्योरम लगाई जाएगी यदि x को 3से रिप्लेस कर दिया जाए तब फंक्शन को 3 पर ज्ञात किया जाएगा और लिमिट्स का डिफरेंस u1α u1 होगा और फिर से 3u1u1αΔα है ये तीन इंटीग्रल्स राइट हैंड साइड की टर्म्स से रिप्लेस होंगी तब हमारे पास एक इंटीग्रल होगा और यह दो टर्म्स होंगी u1u1αΔαfxαΔαdxf3αΔαu1αΔα u1 3u1u1αΔα तो यह ओरिजिनल ΔΦ था जो कि इंटीग्रल के रूप में है हम यहां पर सभी टर्म्सको रिप्लेस करेंगे हमने यहां लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया है तब हमें यह पहली टर्म से मिलेगा क्योंकि हमने यहां लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाया है तो हमें f तथा d डेल्टा मिलता है ΔΦu1u2fxαΔα fxαdxu2u2αΔαfxαΔαdx u1u1αΔαfxαΔαdx दूसरी टर्म में हमने इंटीग्रल कैलकुलस का मीन वैल्यू थ्योरम लगाया है और यहां भी इंटीग्रल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम को लगाया है अब यह तीन इंटीग्रल्स है और यह हमारे यह नई टर्म्स हैं अब हम इसे Δα से डिवाइड करेंगे अतः यहां पर Δα है और यहां भी Δα है यहां हम Δα से डिवाइड करेंगे और यहां भी Δα से डिवाइड करेंगे

जब हम में Δα इंक्रीमेंट करते हैं तब यह u2 में इंक्रीमेंट है अतः यह u2 है तथा यह u1 है इस नोटेशन के साथ हम आगे चलते हैं अतः यहां u2 u1 है और यहां से कैंसिल हो जाता है u1u2fx1dxf2αΔαu2Δα f3αΔαu1Δα अब इस इक्वेशन में हम लिमिट लगा सकते हैं जिससे Δα→0 है लिमिट Δα→0 लगाने से dd डेरिवेटिव बन जाता है यह पहली टर्म है जहां 1 है और हमारे पास u1u2fxαdx है अतः जब α→0 तब1 यहां हमारे पास 2 टर्म है और 2 u2α तथा u2α के बीच में आता है अतः जब α→0 तो यह 2 u2α की तरफ जाएगा और यहां भी जब α→0 तब यह की तरफ जाएगा और यह फिर से डेरिवेटिव बन जाएगा और du2d माइनस वही एक्सप्रेशन टर्म्स यहां 3 u1α तथा u1α के बीच में आता है और जब α→0 यह टर्म 3 u1α की तरफ जाता है तो हमारे पास fu1α है जो होगा जब डेल्टा जीरो की तरफ जाते हैं और फिर यह डेल्टा u1 ओवर डेल्टा फिर से u1 का के रिस्पेक्ट में एक डेरिवेटिव बन जाएगा अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं जो कहते हैं कि किस तरह इंटीग्रल साइन के अंदर डिफ्रेंशियशन किया जाएगा अतः जब हम डिफ्रेंशियशन लेना चाहते हैं तो यह इंटीग्रैंड पर जाएगा और f का के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा और एक दूसरी टर्म du2d भी होगी अर्थात ऊपर की लिमिट का डेरिवेटिव लिया जाएगा और वही लिमिट इंटीग्रैंड में रखी जाएगी माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लिखा जाएगा और वही लिमिट फंक्शन में रखी जाएगी एक विशेष केस जो हम अक्सर काम में लेते हैं हम यह मानते है कि u1α तथा u2α पर डिपेंड नहीं करते हैं और वह कांस्टेंट हैं तब यह दूसरी तथा तीसरी टर्म कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि du2d du1dα शून्य हो जाते है ddu1u2fxαdxfu2ααdu2dα fu1ααdu1dα और फिर हमारे पास केवल पहली टर्म है अब यदि हमारे पास कांस्टेंट लिमिट हैं तब हमारे पास केवल एक ही टर्म होगा जब हम डेरिवेटिव लेते हैं या इंटीग्रल साइन में डिफ्रेंसिएशन करते हैं हमारे पास केवल एक ही टर्म होगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और अक्सर हम इस इंटीग्रल को du1dα लिखते हैं अतः यह ddαabfxαdx लिखा जा सकता है क्योंकि यह लिमिट्स कांस्टेंट है हम इंटीग्रैंड की तरफ जाएंगे और तब हमारे पास इंटीग्रल साइन में डिफ्रेंसिएशन होगा अतः हम इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल में ले सकते हैं लेकिन यह पार्शियल डेरिवेटिव की तरह होगा क्योंकि f दो वैरियेबल्स पर डिपेंड करता है जो कि x तथा है ab∂fxα∂αdx ddαab∂fxα∂αdx OR ddαabfxαdxab∂fxα∂αdx अब इस उदाहरण 1 में हम यह दिखाएंगे की 0tan 1axx1x2dx2 1a यदिa ≥ 0 इंटीग्रल के अंदर डिफ्रेंसिएशन का आइडिया इस तरह के मुश्किल इंटीग्रल्स को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है और वह इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफ्रेंसिएशन से बहुत ही सरल हो जाते हैं क्योंकि हम यहां दिए गए इंटीग्रल को a का फंक्शन मानते हैं यहां पर a tan 1 के साथ है अतः यह है a0tan 1axx1x2dx दिए हुए इंटीग्रल को हमने a का फंक्शन माना है और अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे या हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डिफ्रेंसिएशन से यदि हम कुछ सिंपलीफिकेशन या रिजल्टिंग इंटीग्रल देखते है तो हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं और यह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि यह इंटीग्रल जो दिया हुआ था वह हल करने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड था यहां यदि हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा यहां पर लिमिट्स कांस्टेंट ली जाएंगी तथा यह नोट करने लायक है कि यहां पर लेबनीज़ रूल या इंटीग्रेशन साइन में डिफ्रेंसिएशन का रूल इंप्रोपर इंटीग्रल्स पर लागू नहीं होता यहां पर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशनस की आवश्यकता है लेकिन यहां पर हम इंप्रोपर इंटीग्रल्स पर लेबनीज़ रूल लगने पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और हम वही उदाहरण करेंगे जहां पर यह रूल लगता है अतः इन लिमिट्स को कांस्टेंट मानते हुए हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं a011a2x21x2dx011 a211x2 a21a2x2dx अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं अतः 11 a2tan 1x atan 1ax 011 a22 अतः हमारे पास यह डेरिवेटिव आ जाता है a11a2 और यह वह प्रोसेस है जो इसे सरल बना देती है क्योंकि अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तब हमें a21a c मिलेगा जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हम इस कांस्टेंट को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम यह जानते हैं की a0tan 1axx1x2dx और a अतः 00 हम उसी बिंदु को लेंगे जहां पर हम इंटीग्रल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अतः यह है 0tan 0 dx0 इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके हम कांस्टेंट c को ज्ञात कर सकते है अतः 00 के साथ यह जीरो है और फिर यह भी जीरो है और 1 0 अतः हमें c का मान 0 प्राप्त होता है अर्थात यह कांस्टेंट जीरो आता है और फिर a2 1a है यहां पर यह log नेचुरल लॉग्र्रिदम 1a है और यही हम प्रूफ करना चाहते थे यहां पर यह मान हमें लेबनीज़ रूल या इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफ्रेंसिएशन करने से मिला अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां पर हमें 0e x2 αx dx2e 24 ज्ञात करना है फिर से उसी तरीके से चलेंगे और हम इसे 0e x2αx dx मान लेंगे और फिर इस का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे जो कि 0e x2xαx dx है और यह αx अल्फा के रिस्पेक्ट में करने से x देगा और यही वह पॉइंट है क्योंकि यहां पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना कठिन है लेकिन क्योंकि x यहां पर e x2 में आता है जिसे हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अतः इस टर्म को हम आसानी से इंटीग्रेट तथा इस टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और फिर इंटीग्रल बाय पार्ट्स का रूल लगा सकते हैं जिससे हमें मिलेगा e x22 αx 00 e x22 αx αdx यहां हम देख सकते हैं की जब x →∞ है तो यह जीरो की तरफ जाता है और जब x →0 है तब यहां sin होने से यह भी जीरो की तरफ जाएगा अतः पहली टर्म जीरो हो जाएगी दूसरी टर्म में हमारे पास 0 e x22αx αdx यह वही इंटीग्रल है जिससे हम ने शुरू किया था जो है अतः यह हो जाएगा 2 और यह वही इंटीग्रल है हमें यह डिफरेंशियल इक्वेशन 2ϕα प्राप्त होती हैं जो कि इंटीग्रेट करने में आसान है हम इस ϕα को लेफ्ट साइड में लेकर जा सकते हैं और d राइट हैंड साइड पर चला जाएगा इस को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है ϕα 24c और c1e 24 अतः हमें c1e 24 मिलता है हम देखते हैं कि यह 00e x2dx है यह इंटीग्रल 0e x2dx हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके है अगले लेक्चर में हम यह प्रूव करेंगे कि इसका मान 2 है अतः यह स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका मान 2 है इससे हम c1 का मान ज्ञात कर सकते हैं अतः c1 2 है क्योंकि जब हम यहां 0e x2 αx dx2e 24 रखते हैं तो हमें इस इंटीग्रल का मान प्राप्त होता है जो हम ज्ञात करना चाहते थे तीसरा उदाहरण फिर से बहुत सरल है हमारे पास 2sin αx xdx है और हम ϕ ज्ञात करना चाहते हैं जहां α≠0 अतः इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंटशिएशन का यह सीधा उदाहरण है यदि हम इंटीग्रल साइन में डिफरेंटशिएशन करें तो हमें मिलेगा 2 αx xxdx2α 3 2 2 αx 2 2 3 2 3 3 2 2 यह लेबनीज़ रूल का सीधा एप्लीकेशन है यदि परिणाम पर आएं तो हम देखते हैं कि हमने लेबनीज़ रूल पढ़ लिया है जो इंटीग्रल्स का डिफरेंटशिएशन करने में उपयोगी है यदि हमारे पास इंटीग्रल Φu1u2fxαdx है और हम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहते हैं तो यह रूल कहता है ddu1u2fxαdx fu2ααdu2dα fu1ααdu1dα अतः यह लेबनीज़ रूल है यह कुछ रेफरेंस है जो इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए उपयोग में लिए गए हैं